तोतुम यह इंटरकनेक्शन नेटवर्क कैसे बनाते हो आमतौर पर दो तरह के इंटरकनेक्शन नेटवर्क होते हैं एक है स्टैटिक स्टैटिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क में क्या होता है यह आवश्यक रूप से लिंक से बनते हैं यह लिंक अलग अलग नोड को कनेक्ट कर देते हैं इसका एक सादा सा उदाहरण है मान लो तुम्हारे पास फोर नोड सिस्टम है जब मैं एक नोड को रेफर करता हूं मेरा मतलब होता है एक प्रोसेसर एक मेमोरी यूनिट तथा इसका IO इंटरफेस तो अब मैं इन सब को कनेक्ट कर दूंगाऔर मैं मूल रूप से नोड के हर पैअर के बीच में एक लिंक करूंगा यह एक संभावित इंटरकनेक्शन नेटवर्क है जो मैं कर सकता हूं यहां पर हर चीज स्टैटिक है अगर X Y को डाटा भेजना चाहता है तो यह आवश्यक रूप से लिंक का उपयोग करता है यह नेटवर्क कंप्लीट नेटवर्क कहलाता है यह एक अच्छा नेटवर्क है क्योंकि कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है अब हम दूसरा नेटवर्क देखते हैं इसलिए मान लो तुम्हारे पास दूसरा नेटवर्क है जिसमें किसी तरह से चार नोड कनेक्टेड है अब अगर X Y से बात करना चाहता है तो इसे क्या करना होगा इसे सबसे पहले प्रोसेसर को डाटा भेजने की आवश्यकता है तब उसे यहां आगे भेजना होगा और अंत में इसे यहां आगे भेजना होगा तो यहां मल्टीपल हाॅपस है जिसे ट्रावरस करना होगा इसको यह सब करने के लिए समय लगेगा हर नोड़ पर डाटा को आगे भेजने के लिए कुछ प्रोसेसिंग करनी होगी इसलिए यहां कंप्लीट नेटवर्क ज्यादा अच्छा प्रतीत होता है क्योंकि हर कोई हर किसी से बात कर सकता है यह ज्यादा समय भी नहीं लेता अगर मुझे दूसरे प्रोसेसर से कम्युनिकेट करना है तो इसे बहुत सारी लेटेंसी को सफर नहीं करना पड़ेगा तो तुम लेटेंसी को कैसे मापोगे इस ग्राफ के कौन से कैरेक्टरस्टिक्स तुम्हें बताएंगे कि यह नेटवर्क किसी बहुत दूर दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कितना अच्छा या बुरा है विद्यार्थीसबसे बड़ा रास्ता सबसे बड़ा रास्ता डायमीटर यह कुछ नहीं लेकिन ग्राफ की डायमीटर है इसलिए कंप्लीट नेटवर्क की डायमीटर बहुत ही छोटी होती है जबकि स्ट्रेट पाथ की डायमीटर लंबी होती है यहां डायमीटर क्या है यह 3 है और यहां डायमीटर क्या है 1 है ठीक लेकिन इनमें से कौन ज्यादा स्केलेबल है अगर मैं 1000 प्रोसेसर्स तक इसे स्केल करना चाहता हूं लेकिन पहले वाला तकलीफ देने वाला होगा अगर तुम दस हजार नोडस सौ हजार नोडस का कंपलीट नेटवर्क बनाना चाहते हो यह एक बुरा सपना है तुम ऐसा नहीं कर सकते यह प्रैक्टिकल नहीं है जबकि इस नेटवर्क में एक पाथ बनाना बहुत आसान है लेकिन तब भी फिर से यह एक बहुत अच्छा विचार नहीं है जरा सोचो पहला नोड आखरी नोड से बात करना चाहता है तो यह मैसेज को होप करने के लिए सौ हजार स्टेप्स लेने जा रहा है ठीक तो कुछ और प्रैक्टिकल नेटवर्क क्या है एक कॉमन नेटवर्क जो उपयोग हो रहा है 2D मैश है 2D मैश क्या करता है यह एक 2D मैश है कितने नोडस का 16 नोडस का तो यह बहुत सिंपल है जो कि मैट्रिक्स जैसा दिखता है 4 बाय 4 4 रोज 4 कॉलम्स तथा हर नोड सिर्फ बाउंड्री नोड को छोड़कर अपने बगल के नोड से लेफ्ट राइट तथा ऊपर और नीचे से जुड़ा है इसकी नेटवर्क डायमीटर क्या है चलो n के टर्म में बात करते हैंअगर मेरे पास n X n कंफीग्रेशन में n नोडस है तो मुझे कौन से दो नोड का डायमीटर के लिए चुनाव करना चाहिए विद्यार्थी डायगनली ऑपोजिट डायगनली अपोजिट ठीक तो यह एक और यह एक तो यह बॉटम नोड तक पहुंचने के लिए n 1 हॉपस लेता हैऔर तब विद्यार्थी n - 1 हाप्स कितने हाप्स विद्यार्थी n - 1 n - 1 दूसरा n - 1हाप्स कहां से यहां जाने के लिए ठीक चलो अभी के लिए परेशान नहीं होते इसलिए लगभग 2n हाप्स मुझे लेने हैं एक सिंपल तरकीब जो कि डायमीटर को कम करने के लिए उपयोग होती है यह आर्किटेक्चर 2D टोरस Tourus कहलाता है तो तुम क्या करते हो तुम बस चारों ओर एक और लिंक ऐड कर देते हो तो आखरी नोड पहले नोड से हॉरिज़ान्टली तथा वर्टिकली कनेक्ट हो जाता है विद्यार्थी वहां ऐज नहीं है हां वहां कोई बाउंड्री नहीं है अब सारे नोडस एक समान ट्रीट होगें इस ग्राफ की डायमीटर क्या है विद्यार्थी 2 2 अब तुम्हें उन दो नोडस को देखना है जो कि कम्युनिकेट करने में सबसे ज्यादा समय लेंगे 2D मैश मैं वह दोनों नोड जिन्होंने सबसे ज्यादा समय एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में लिया था अब एक दूसरे के बहुत ही पास है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह दोनों नोड सबसे दूर है अब सबसे दूर कौन है अब मुझे एक नोड को फिक्स करना है क्योंकि कोई भी नोड स्पेशल नहीं है क्योंकि यह पूर्ण रूप से सिमिट्रिक नेटवर्क है इसलिए मुझे एक नोड फिक्स करना है मैं इस नोट को फिक्स करता हूं इस नोड से सबसे दूर कौन सा नोड है विद्यार्थी 33 33 आधारास्ता नीचेआधारास्ता एक्रॉस और डायमीटर क्या होगी विद्यार्थी 4 n के टर्म्स में विद्यार्थीn n के चारों ओर इसलिए तुमने रैपअराउंड लिंक्स को ऐड करके वास्तव में डायमीटर को आधा कर दिया यह एक बहुत बड़ा मूल्य नहीं है 2D मैश में कितने लिंक्स है मेरे पास X हॉरिजॉन्टल लिंक्स है वहां n रोज़ है और प्रत्येक रो के पास लिंक्स हैं विद्यार्थीहां ठीक और मेरे पास वर्टिकल लिंक्स का नंबर भी सेंम है इसलिए यह लगभग n है और यह भी लगभग n है इसलिए मेरे पास कुल मिलाकर लगभग 2 n लिंक्स है और 2D टोरस में मेरे पास कितने थे अगर मैं सिर्फ एक रो को देखूं कि मेरे पास एक रो में कितने लिंक थे तो बजाए n 1 के मेरे पास n थे तो यह n x n और n x n है जो कि फिर से लगभग 2n है वह केवल सिर्फ n2 अंतर है एसिंप्टोटिकली यह लिंक के सेम नंबर है लेकिन मुझे डायमीटर आधी मिल गई तो ये सब कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं जिन्हें कि मैं 2D टोरस नेटवर्क को बनाने में उपयोग करता हूं प्रैक्टिकल नेटवर्क्स में यह एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है इसलिए यह नापने के लिए कि एक नेटवर्क कितना अच्छा है बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स उपयोग होते हैं उनमें से एक है डायमीटर जोकि मूल रूप से लेटेंसी बताती है एक रिक्वेस्ट को सर्विस मिलने में कितना समय लगेगा अगर यह एक नोड से दूसरे ने नोड को भेजी जाती है यह मानकर की है यह नोड सबसे दूर है इसलिए डायमीटर मूल रूप से हमें लेटेंसी बताती है दूसरा है लिंक्स का नंबर यह नेटवर्क की कोस्ट को डिटरमाइंन करता है कोस्ट तथा कुछ मायनों में यह भी कि यह नेटवर्क कितना प्रैक्टिकल है लिंक्स के नंबर तथा नोडस की डिग्री इसलिए कंप्लीट नेटवर्क में क्या समस्या है तो अगर तुम्हारे पास कंप्लीट नेटवर्क है यह 5 नोडस का एक कंप्लीट नेटवर्क है मान लो तुम्हारे पास n नोडस का कंप्लीट नेटवर्क है तो तुम्हारे पास कुल मिलाकर कितने लिंक्स होंगे विद्यार्थी nC2 nC2 यह बहुत ही बड़ा है एसिंपटोटिकली और दूसरी समस्या है डिग्री हर नोड की डिग्री क्या है विद्यार्थी n 1 जरा सोचो अगर तुम्हारे पास सौ हजार नोडस हैं तो प्रत्येक नोड से हजार लिंक्स बाहर जा रहे हैं विद्यार्थीहां प्रैक्टिकली तुम इस तरह का सिस्टम बिल्कुल भी डिजाइन नहीं कर सकतेइसलिए यद्यपि एक कंपलीट नेटवर्क एल्गोरिदमस डिजाइन करने के टर्म में बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन तुम्हारे पास इतनी फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होगी हम इस तरह का नेटवर्क नहीं बना सकते लोग 2D मैश के आगे भी जा चुके हैं 2D टोरस से 3D मैश 3D टोरस यह बहुत ही कामन है इसलिए तुम सोच सकते हो की 2D मैश और 3D टोरस कैसे होंगे वैसे ही एक क्यूब बनाओn13 x n13 x n13 वह कंफीग्रेशन हो सकता था और तब तुम रैपअराउंड लिंक्स को भी रख सकते हो अब रैपअराउंड लिंक्स 3 डायरेक्शंस में होंगे इसलिए प्रत्येक नोड के पास 6 नेबर्स होंगे इसलिए जैसे ही तुम डाइमेंशंस बढ़ाओगे यह ज्यादा से ज्यादा घना होना शुरू हो जाएगा इसके फायदे भी है डेंसिटी का मतलब कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि प्रैक्टिकली ज्यादा लिंक्स होने से यह अधिक से अधिक चैलेंजिंग होता जाएगालेकिन डायमीटर कम होगी लेटेंसी कम होगी दूसरा मुख्य फैक्टर जो हम एक नेटवर्क में कंसीडर करते हैं कि इस नेटवर्क से मैं कितना डाटा भेज सकता हूं तो तुम यह बिल्कुल सही कैसे मांपोगे तो वहां कुछ बाईसेक्शन बैंडविथ जैसा कुछ होता है यह आवश्यक रूप से वह डाटा है जो कि तुम सिस्टम के दो आधे हिस्सों से पास कर सकते हो मुझे कहना चाहिए सिस्टम के कोई भी दो हिस्से इसलिए अधिकतम डेटा जो कि तुम सिस्टम के किसी भी दो हिस्सों से पास कर सकते हो चलो अब एक ऐसा नेटवर्क कंसीडर करते हैंजो कि स्ट्रेट पाथ है अधिकतम डाटा क्या है जो कि मैं इस सिस्टम के दो आधे हिस्सों से पास कर सकता हूं मैं इसे इन 2 हिस्सों में तोड़ता हूं चार यहां चार यहां मैं एक आधे हिस्से से दूसरे आधे हिस्से में कितना डाटा पास कर सकता हूं मान लो इस समय के लिए हर लिंक की क्षमता एक यूनिट है तो मैं किसी दिए हुए समय में एक आधे हिस्से से दूसरे आधे हिस्से में कितनी यूनिट पास कर सकता हूं विद्यार्थी एक यूनिट एक यूनिट दो यूनिट इस केस में दो यूनिट वहां दो किनारे हैं एक यह किनारा और दूसरा ये किनारा तो मैं दो यूनिट पास कर सकता हूं अगर मेरे पास रैपअराउंड लिंक नहीं होते तो यह एक यूनिट होता और 2D मैश में कैसा होगा या मान लो 2D टोरस में इसलिए वह कट क्या है जो इनको 2 बराबर भाग में बांटेगा तो मान लो मैं वर्टिकल कट लेता हूं तुम कोई दूसरी तरह का कट भी ट्राई कर सकते हो लेकिन तुम यह जान जाओगे कि यही सबसे ज्यादा बाइंडिंग है तो मैं क्या चाहता हूं मैं यह पता करना चाहता हूं की वह अधिकतम डाटा क्या है जो मैं किसी सिस्टम के दो हिस्सों से पास कर सकता हूं विद्यार्थी हां तो मैं यह पता करना चाहता हूं कि कौन सा कट सबसे कम लिंक्स देगा क्योंकि वही सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होगा मान लो हम वर्टिकल कट कंसीडर करते हैं तो कुल कितना डाटा मैं इससे पास कर सकता हूं विद्यार्थी 2 2 विद्यार्थी 2n 2n ठीक और एक कंप्लीट नेटवर्क में जरा एक कट कंप्लीट नेटवर्क में कंसीडर करो प्रत्येक नोड का लेफ्ट साइड दूसरे नोड के राइट साइड से कनेक्ट है इसलिए कितने लिंक्स बाहर जा रहे हैं n2 दूसरी तरफ जा रहे हैं हमें इस बात में रुचि है कि उसमें से कितने कट को क्रॉस कर रहे हैं n2 और कितने नोडस लेफ्ट साइड में है n2 इसलिए वहां n2 नोडस हैं उनमें से प्रत्येक के पास n2 लिंक्स दूसरी तरफ जा रहे हैं इसलिए कुल लिंक्स का नंबर n24 है So as you can see here you had 2 units you improved it to 2n by going to a 2D torus and then you improved it to order n2 right by going to a complete network So these are the major factors that determine how great a network is how good a network is The latency which is the diameter the number of links which determines the cost and the degree also which determines how practical it is to build such a network and also the cost and the bisection bandwidth which determines how much data you can actually push through the network as I said right there are two kinds of interconnection networks static and dynamic So what is a dynamic network a dynamic network has links and switches So what is a switch इसलिए जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहां तुम्हारे पास दो यूनिट थी तुमने उन्हें 2n तक इंप्रूव किया 2D मैश mesh 2D टॉरस तक जाकर और फिर तुमने उसे n2 आर्डर तक और इंप्रूव किया कंप्लीट नेटवर्क तक जाकर तो ये बहुत ही मुख्य फैक्टर्स है जो यह डिटरमाइन करते हैं कि कोई नेटवर्क कितना अच्छा है लेटेंसी जो कि डायामीटर है लिंक्स के नंबर जो कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं तथा डिग्री भी जो डिटरमाइन करते हैं कि किसी ऐसे नेटवर्क को बनाना कितना प्रैक्टिकल है तथा कॉस्ट और बाइसेक्शन बैंडविथ जो यह डिटरमाइन करते हैं कि तुम किसी नेटवर्क में कितना डाटा पुश कर सकते हो जैसा मैंने तुम्हें कहा था दो तरह के इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स होते हैं स्टैटिक तथा डायनेमिक तो डायनेमिक नेटवर्क क्या होता है एक डायनेमिक नेटवर्क के पास लिंक्स तथा स्विचस होते हैं तो स्विचस क्या होते हैं तो एक स्विच आवश्यक रूप से तुम्हारी वो डिवाइस है जिसके पास कुछ इनपुट पोर्ट्स तथा आउटपुट पोर्ट्स होते हैं तथा इसके पास किसी भी इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट पर डाटा भेजने की क्षमता होती है इसलिए सादा 2 x 2 स्विच कुछ ऐसा दिखेगा इसके पास दो इनपुट्स दो आउटपुट्स होंगे और तब इसके अंदर डाटा को या तो सीधे भेजने का या फिर उनको स्विच करने का लॉजिक भी होगा यह सबसे सादा तरह का स्विच है जो तुम बना सकते हो यहां पर मुख्य बात यह है कि यह स्वभाव में डायनेमिक होता है क्योंकि यहां पाथ पहले से नहीं बनें है चलो एक सादा सा नेटवर्क बनाते हैं जो कि स्विचड है तो तुम्हारे पास 4 नोडस है और तुम्हारे पास यहां एक स्विच है और यह सारे नोड स्विच से कनेक्टेड हैं और अब जब मैं कुछ डाटा भेजता हूं मान लो x y से कम्युनिकेट करना चाहता है क्या होगा यह डाटा स्विच को भेजेगा और वहां इस डाटा का कुछ हैडर होगा जो कि मैं भेज रहा हूं जो कि स्विच को बताएगा कि मैं यह डाटा y को भेजना चाहता हूं ठीक इसलिए स्विच यहां से एड्रेस को पढेगा जो कि y के लिए है इसलिए मुझे यह डाटा y को भेजना है और यह डायनॉमिकली एक पाथ को सेट कर देगा तथा इस डाटा को आगे भेजेगा इसलिए हम बहुत ज्यादा गहराई में इंटरकनेक्शन नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम OpenMp में शेयर्ड मेमोरी सिस्टम्स पर ज्यादा फोकस करने जा रहे हैं तो अब हम शेयर्ड मेमोरी सिस्टम पर ही ध्यान देंगे